तो मैं अभी भी 1 D प्रणाली को देखूंगा हम बाद में 2 D प्रणाली देखेंगे लेकिन आइए रेडियल निर्देशांक में 1 D प्रणाली देखें तो जैसा कि हमने दूसरे व्याख्यान में प्राप्त किया है सामान्य समीकरण यह है कि यह k गुणा डेल वर्ग T प्लस q डॉट बराबर rhoCp में आंशिक व्युत्पन्न dT dT है तो अब हमें रेडियल निर्देशांक में लैप्लासियन लिखने की आवश्यकता है और यह कोई मुश्किल काम नहीं है लोगों ने इसे पूरा कर लिया है तो रेडियल निर्देशांक में डेल वर्ग T तो जब मैं लैप्लासियन में सबस्क्रिप्ट r का उपयोग करता हूं तो इसका मतलब रेडियल निर्देशांक प्रणाली है इसलिए वह 1 rd dr r गुणा dT dr प्लस 1 r वर्ग d वर्ग T d फी वर्ग प्लस d वर्ग T dz वर्ग होगा तो एक पल में मैं निर्देशांक बनाऊंगा तो यदि यह एक सिलेंडर है तो वह z दिशा है और यह रेडियल दिशा है और इसके चारों ओर वक्र तो प्रत्येक रेडियल बिंदु के चारों ओर एक कोण होता है और उस कोण को फी कहते हैं तो ये एक सिलैंडरिकल प्रणाली के 3 निर्देशांक हैं और यह सिलैंडरिकल निर्देशांक प्रणाली में सामान्य लाप्लासियन है तो अब हम क्या करने जा रहे हैं हम समाक्षीय सिलैंडरिकल प्रणाली को देखने जा रहे हैं तो हम जो समस्या लेने जा रहे हैं वह समाक्षीय सिलेंडर है तो केंद्र यहाँ है यह r बराबर 0 है और यदि आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या r1 है और बाहरी सिलेंडर की त्रिज्या r2 है अब मान लेते हैं कि यह यहाँ एक ठोस आयतन की दीवार है तो यह एक ठोस दीवार है तो हम समाक्षीय सिलेंडरों के बीच ऊष्मा हस्तांतरण देख रहे हैं यह एक फ्लूअड से भी भरा जा सकता है यह अन्य प्रकार के फ्लूअड पदार्थों से भी भरा जा सकता है लेकिन आइए विचार करें कि यह अभी के लिए एक ठोस दीवार है और मान लें कि k ठोस दीवार के पदार्थ की थर्मल कान्डक्टिवटी है और इसलिए मॉडल समीकरण क्या है तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि q डॉट 0 है और स्थिर अवस्था की स्थिति है मॉडल समीकरण क्या है तो यह है डेल वर्ग टी 0 है इसलिए यदि हम मानते हैं कि यह 1 डी प्रणाली है जो कि विशुद्ध रूप से रेडियल कन्डक्शन है तो आपका मॉडल 1 rd dr बराबर 0 है वह मॉडल समीकरण है और अगर मैं निर्दिष्ट करता हूं कि यहां का तापमान T1 है और यहां का तापमान T2 है और मैं आसानी से सीमा की स्थिति को पढ़ सकता हूं तो सीमा शर्तें हैं T पर r बराबर r1 के T1 है और T पर r बराबर r2 के T2 है तो वह सीमा की स्थिति है इस समीकरण का सामान्य हल क्या है जिसे आप आप्लसना चाहते हैं हां हाँ यह लॉग है यह क्या है क्या आप प्रयत्न करना चाहोगे C1 ln r प्लस C2 है तो सामान्य समाधान C1 ln r प्लस C2 है ln प्राकृतिक लघुगणक के लिए है और इसलिए अब हम सीमा शर्तों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो T1 C1ln r1 प्लस C2 होगा और T2 C1 ln r2 प्लस C2 होगा और इसलिए यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि C1 T1 माइनस T2 ln r1 r2 और C2 T2 माइनस T1 माइनस T2 ln r2 ln r1 r2 है तो यह काफी आसान है आप इन समकालिक समीकरणों रैखिक समीकरणों को हल करके लगभग पढ़ सकते हैं और इसलिए जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो हम पाते हैं कि तापमान वितरण है तो तापमान वितरण T को T1 माइनस T2 ln r1 r2 गुणा करके ln r r2 प्लस T2 है तो मैंने बस इतना किया है कि मैंने इन स्थिरांकों को उस समीकरण के सामान्य समाधान में बदल दिया है और यह तापमान प्रोफ़ाइल है तो हमें आगे क्या करना चाहिए हम तापमान प्रोफ़ाइल को जानते हैं लक्षण वर्णन में अगला कदम क्या है ऊष्मा हस्तांतरण दर खोजने के लिए q क्या है माइनस k गुणा A गुणा dT dr है लेकिन यहां पकड़ यह है कि क्षेत्र अब रेडियल स्थिति का एक कार्य है ठीक है इसलिए जैसे ही आप त्रिज्या के साथ जाते हैं ऊष्मा हस्तांतरण का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अलग होने वाला है तो आपको ऊष्मा हस्तांतरण दर की गणना में इसे कारक बनाना होगा तो dT dr है A r माइनस k 2pi r L क्या है इसलिए यदि सिलेंडर की लंबाई L है सिलेंडर की लंबाई L है तो यह माइनस k 2pi r L गुणा dT by dr है तो dT dr है T1 माइनस T2 ln r1 r2 गुणा r2 r गुणा 1 r2 है तो वह है और वह कुछ भी नहीं है लेकिन 1 r T1 माइनस T2 गुणा ln r1 r2 है तो मैं प्रवणता को प्रतिस्थापित कर सकता हूं और इसलिए यह q r बराबर माइनस k 2pi r L गुणा T1 माइनस T2 r गुणा ln r1 r2 से किया जाएगा तो वह q r बराबर माइनस 2pi k L गुणा T1 माइनस T2 ln r1 r2 से किया जाएगा तो यहाँ एक नकारात्मक संकेत क्यों है क्या ऊष्मा हस्तांतरण दर नकारात्मक है ठीक मान लीजिए अगर मैं कहूं कि T1 T2 से बड़ा है r1 छोटा है तो ln r1 r2 ऋणात्मक है तो अब यहाँ साइन के साथ समस्या है जैसा कि आप सही परंपरा का पालन करते हैं और आप अपने मॉडल समीकरणों को ठीक से लिखते हैं आपके समाधान में कोई संकेत गलती नहीं होगी इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि आपके मॉडल समीकरणों में आपके द्वारा लिखे गए सभी शब्दों का सही चिह्न क्या होना चाहिए इसे समझना बहुत जरूरी है और वास्तव में मैं आप सभी से इन सभी मॉडल समीकरणों का अधिक से अधिक बार अभ्यास करने का आग्रह करूंगा और अपने आप को यह विश्वास दिलाऊंगा कि यह सही संकेत है जिसे आपको मॉडल समीकरण में प्रत्येक पद पर रखना है तो मैं इसे केवल 2pi k L गुणा T2 माइनस T1 ln r1 r2 लिख सकता हूं और एक बार फिर मैं प्रतिरोधों को उसी तरह परिभाषित कर सकता हूं जैसे मैंने पहले किया है तो R प्रतिरोध दिया जाता है मान लीजिए कि T2 माइनस T1 q है और इसलिए वह ln r1 r2 2pi k L होगा तो यही प्रतिरोध के बीच का है जो ऊष्मा कन्डक्शन के लिए ठोस दीवार द्वारा सिलैंडरिकल प्रणाली में पेश किया जाता है तो ध्यान दें कि प्रतिरोध के लिए आपको जो फॉर्म मिलता है वह 1 डी प्रणाली में आपको जो फॉर्म मिला है उससे काफी अलग है और वह है यह 2pi क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र में परिवर्तन के कारण आता है और यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपको केवल लंबाई का पैमाना मिला है जो यहां दिखाई दे रहा है इसके विपरीत दूसरे मामले में जहां आपके पास A l है जहां आपके पास प्रति यूनिट लंबाई है तो यहां हमें ध्यान देना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र की वजह से आपके पास 1 D प्रणाली में प्राप्त की तुलना में थोड़ा अलग रूप है तापमान प्रोफ़ाइल क्या है मैं अब r1 और r2 के बीच तापमान प्रोफ़ाइल बनाना चाहता हूं तापमान प्रोफाइल क्या होगा यह नकारात्मक नहीं है लेकिन T2 इसलिए जब मैं कहता हूं कि T1 T2 से बड़ा है तो मुझे हाँ परिभाषित करना है तो आपके पास r2 r1 है तो आप कैसे परिभाषित करते हैं इसके आधार पर तो बहुत सावधान रहें जब आप अपनी मात्राओं को परिभाषित करते हैं तो आपको सही संकेत परंपरा का पालन करना होगा तो अब तापमान प्रोफ़ाइल क्या होगी यदि मैं कहूं कि T1 T2 से बड़ा है तो यह T1 और T2 है मैंने कहा T1 T2 से बड़ा है तो तापमान प्रोफ़ाइल क्या होगी यह एक लघुगणकीय रूप से घटता हुआ फंगक्शन होगा वहां a होगा तो इसे पढ़ना काफी आसान है तो कार्टेशियन निर्देशांक में आपको जो मिला उसके विपरीत जहां ऊष्मा परिवहन का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र स्थिर था आपके पास एक रैखिक प्रोफ़ाइल थी यहां आपके पास एक लघुगणक प्रोफ़ाइल है तो याद रखें कि मॉडल समीकरण लिखने से पहले ही आपको यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि प्रोफ़ाइल क्या होने जा रही है तो अभी हमने मॉडल समीकरण लिखे और हमने पाया कि प्रोफ़ाइल क्या है लेकिन इसके विपरीत करना भी महत्वपूर्ण है अन्यथा जो समाधान आपको मिलता है हो सकता है कि आप यह पता न लगा पाएं कि आपको जो समाधान मिला है वह सही है या गलत तो यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक तापमान प्रोफ़ाइल क्या होगी जो आपको मॉडल लिखे बिना भी मिलेगी इसलिए किसी भी मॉडलिंग अभ्यास में यह बहुत महत्वपूर्ण है आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि समाधान क्या होना चाहिए या समीकरण लिखने उन्हें हल करने से पहले आपको अनुमानित समाधान क्या मिलेगा तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है जो आपको विभाग में विभिन्न पाठ्यक्रम करते समय प्राप्त करनी चाहिए तो आइए हम कम्पोजिट दीवार और रेडियल प्रणाली को देखें इसलिए जैसा कि आप तुरंत समझेंगे कि ये पिछले व्याख्यान में हमने जो देखा उसका विस्तार है तो अनिवार्य रूप से आपके पास कई संकेंद्रित सिलेंडर हैं और मॉडल समीकरण क्या होना चाहिए और प्रतिरोध नेटवर्क क्या होना चाहिए इसलिए मैं यहां केवल क्रॉस सेक्शन बनाने जा रहा हूं तो अब यदि त्रिज्या r1 r2 और r3 है और मान लें कि हमारे पास गर्म फ्लूअड पदार्थ है जो यहां बह रहा है और ठंडा फ्लूअड पदार्थ जो बाहर बह रहा है और हम कहते हैं कि ऊष्मा परिवहन गुणांक h2 है और T अनंत 2 तापमान हैं और यहाँ का तापमान T इन्फिनिटी 1 और h1 है और अगर मुझे इंटरफ़ेस तापमान T1 T2 और T 3 पता है तो अब मुझे प्रतिरोध नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है कितने प्रतिरोध हैं अगर मैं यह मान लूं कि दीवारें स्मूथ हैं तो कोई संपर्क प्रतिरोध नहीं है कितने प्रतिरोध हैं 5 हैं ठीक है तो पूरी तरह से 5 प्रतिरोध हैं और वे क्या हैं 5 प्रतिरोध क्या हैं 4 या 5 कितने होते हैं विद्यार्थी 4 मुझे खुशी है कि आप सब जाग रहे हैं यह 4 है बहुत अच्छा तो प्रतिरोध क्या हैं पहला प्रतिरोध क्या है T इन्फिनिटी 1 और T1 पहला प्रतिरोध क्या है 1 h1A अब क्षेत्र क्या है तो मुझे 1 h1A1 कहना चाहिए तो ध्यान दें कि क्षेत्र अब 2pi r1 L के अंदर और बाहर भिन्न है इसलिए यह क्षेत्र 2pi r1 L है इसलिए यह क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र नहीं है ऊष्मा परिवहन वास्तव में घुमावदार सतह के साथ हो रहा है तो यह लंबाई है तो ऊष्मा परिवहन वास्तव में सिलेंडर की घुमावदार सतह के साथ हो रहा है और इसलिए क्षेत्रफल 2pi r1 गुणा L है यहाँ प्रतिरोध के बारे में क्या ln r2 r1 2pi k1 है अगर मैं कहूं कि k1 यहां थर्मल कान्डक्टिवटी है और k2 वहां की थर्मल कान्डक्टिवटी है तो यह ln r3 r2 2pi k2 गुणा L है और यह 1 h2 गुणा A2 होगा तो यह 2pi r2 गुणा L है इसलिए यह ऊष्मा परिवहन क्षेत्र है क्या यह सबके लिए स्पष्ट है और इसलिए R कुल जो कि कुल प्रतिरोध द्वारा दिया गया 1 h1 2pi r1L प्लस ln r2 r1 2pi k1 L प्लस ln r3 r2 2pi k2 L प्लस 1 h 2 r2L है क्षमा करें r3 होना चाहिए धन्यवाद एक बार फिर जिस तरह से हमने पहले किया था हम एक कम्पोजिट ताप परिवहन गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं तो q रेडियल दिशा में हम U टाइम्स A को T अनंत 1 माइनस T अनंत 2 के रूप में लिख सकते हैं ठीक है और इसलिए 1 UA तो प्रतिरोध कुल T इन्फिनिटी कॉमा 1 द्वारा दिया जाता है माइनस T इन्फिनिटी कॉमा 2 q r है है ना और इसलिए वह 1 U गुणा A है तो यही सवाल है तो यहाँ वह क्षेत्र क्या होना चाहिए जिसे आपको कम्पोजिट ताप परिवहन गुणांक को परिभाषित करने के लिए चुनना चाहिए 1 डी प्रणाली में कार्टेशियन निर्देशांक में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्षेत्र समान था तो यहां अब आप दो अलग अलग ताप परिवहन गुणांक U1 और U2 परिभाषित कर सकते हैं और इसलिए यह U1 आंतरिक क्षेत्र पर आधारित है यानी 2pi r1 L और यह 2pi r2 L पर आधारित है इसलिए अब यदि आपके पास अलग अलग क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र प्रणाली है तो कम्पोजिट या सार्वभौमिक ताप परिवहन गुणांक को रुचि के क्षेत्र के आधार पर परिभाषित किया जाता है तो सवाल आता है कि मुझे किसे चुनना चाहिए अब मेरे पास दो विकल्प हैं मुझे किसे चुनना चाहिए तो यह पूरी तरह से उस समस्या पर निर्भर करता है जिसे आप संभाल रहे हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्राओं का अनुमान लगाना चाहते हैं उदाहरण के लिए यदि मैं गर्म फ्लूअड के तापमान का अनुमान लगाना चाहता हूं आइए हम कहते हैं मुझे पता है कि गर्म फ्लूअड पदार्थ का तापमान क्या है लेकिन हम किसी विशेष समस्या के लिए कहते हैं कि मैं अनुमान लगाना चाहता हूं कि गर्म फ्लूअड पदार्थ का तापमान क्या होना चाहिए किसी दिए गए समग्र प्रणाली में ऊष्मा की निश्चित मात्रा को स्थानांतरित करने के लिए है तो उस स्थिति में मुझे अंदरूनी क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए और परिभाषित करना चाहिए अंदरूनी क्षेत्र के आधार पर कम्पोजिट ताप परिवहन गुणांक का पता लगाएं इसलिए यदि मैं एक गर्म फ्लूअड प्रकृति खोजना चाहता हूं तो मुझे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करने और बाहरी क्षेत्र के आधार पर परिभाषित समग्र ताप परिवहन गुणांक का पता लगाने की आवश्यकता है हाँ इसमें सब कुछ शामिल है तो हम इसे थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं इसमें सब कुछ शामिल है आपके पास एकमात्र लाभ यह होगा कि इसमें गणना के मामले में बस कुछ सुविधा है वह सब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र को चुनते हैं लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी गणना करने के लिए चीजें थोड़ी अधिक सुविधाजनक हों तो आप उसके आधार पर अपने ताप परिवहन क्षेत्र को परिभाषित करते हैं ठीक है तो मान लीजिए कि अगर मैं परिभाषित करता हूं 1 UA तो अगर मैं अंदरूनी क्षेत्र के आधार पर ऊष्मा परिवहन कम्पोजिट ऊष्मा परिवहन गुणांक को परिभाषित करता हूं और वह केवल 1 h 1 प्लस ln r2 r1 k1 प्लस ln r3 r2 गुणा r1 k2 प्लस 1 h2 गुणा r1 r3 होगा तो वह होगा उफ़ क्षमा करें 1 U1 धन्यवाद तो 1 U1 मैंने केवल इतना किया है कि मैंने अभी अभी समीकरण को संबंधित क्षेत्र से गुणा किया है और इसी तरह 1 U2 1 h1 गुणा r3 r1 प्लस ln r2 r1 गुणा r3 k1 प्लस ln r3 r2 गुणा r3 k2 प्लस 1 h2 होगा तो जिसका स्पष्ट अर्थ है कि 1 U1 A1 बराबर 1 U2 A2 होना चाहिए तो इस तरह जाहिर है आप इसे परिभाषित करने के तरीके से समझ सकते हैं इस पर अब तक कोई सवाल ठीक है इसलिए मैं अगले कुछ मिनटों में संक्षेप में बताऊंगा कि हम क्या हैं पहला विषय जिसे हमने समाप्त कर दिया है इसलिए हमने कन्डक्शन प्रक्रिया को मापने के लिए सामान्य ऊर्जा संतुलन को देखा तो इसका मुख्य उद्देश्य ऊष्मा हस्तांतरण की कन्डक्शन प्रक्रिया मोड को मापना है तब हमने 1 D कन्डक्शन के एक बहुत ही सरल मामले को देखा बिना ऊष्मा पैदा किए और यहाँ हमने कार्तीय निर्देशांक प्रणाली को देखा हमने रेडियल निर्देशांक को देखा हमने रेडियल प्रणाली को देखा तो ये वो चीजें हैं जो हमने देखी हैं तो यह कन्डक्शन प्रक्रिया का पहला पहलू है तो हम जो देखने जा रहे हैं अगला विषय होगा - तो उस सूची में तीसरा विषय जो हम अभी देखने जा रहे हैं वह यह है कि जब हम ऊष्मा उत्पादन को शामिल करते हैं तो क्या होता है और मुझे यह भी उल्लेख करना चाहिए कि हमने इसके साथ प्रतिरोध अवधारणाओं को शामिल किया है इनके साथ प्रतिरोध नेटवर्क अवधारणाएं भी शामिल हैं तो अब हम अगले 5 मिनट में क्या देखने जा रहे हैं और अगले व्याख्यान में जो अब से 10 मिनट बाद शुरू होगा क्या होता है जब आप ऊष्मा उत्पादन को भी शामिल करते हैं हमने अब तक यह मान लिया था कि ऊष्मा उत्पन्न करना शून्य है क्या होता है अगर हम इसे शामिल करते हैं और अब तक हमने जो विश्लेषण किया है वह अब तक हमने जो देखा उससे थोड़ा अलग दिखाई देगा तो मान लीजिए कि हम एक स्लैब लेते हैं मान लीजिए कि हम एक स्लैब लेते हैं और हम कहते हैं कि q डॉट वह वॉल्यूमेट्रिक हीट है जो स्लैब के अंदर उत्पन्न हो रही है यह कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है कि अंदर एक विद्युत ताप प्रणाली है और इसलिए जो स्लैब के अंदर ऊष्मा पैदा कर रही है या यह कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है जो ऊष्मा को अंदर प्रेरित कर रही है ठोस प्रतिक्रियाएँ हैं तो यह हो सकता है कि ठोस प्रतिक्रिया कुछ ऊष्मा कुछ ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रही है जो स्लैब के अंदर कुछ ऊष्मा उत्पन्न कर रही है तो कई अलग अलग तंत्र हो सकते हैं जिनके द्वारा वास्तव में एक प्रणाली में ऊष्मा पेश की जा रही है और इसलिए एक साथ ऊष्मा उत्पादन और ऊष्मा परिवहन होता है तो मान लीजिए कि केवल सुविधा के उद्देश्य से मैं मध्य बिंदु को x के बराबर 0 के रूप में परिभाषित करता हूं वास्तव में आप थोड़ी देर में देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया और हम कहते हैं कि प्लस L और माइनस L इस ज्यामिति के लिए निर्देशांक प्रणाली हैं और अगर मुझे लगता है कि एक छोर पर तापमान T1 है और दूसरे छोर पर T2 है तो प्रतिनिधित्व द्वारा मैंने माना है कि T1 T2 से बड़ा है और मान लीजिए मैं यह मानता हूं कि यह एक स्थिर स्थिति की समस्या है तो यह एक स्थिर स्थिति की समस्या है तो मॉडल समीकरण क्या है यह k डेल वर्ग T लैप्लासियन प्लस q डॉट बराबर 0 है तो यह मॉडल समीकरण है और इसलिए हम इसे k d वर्ग T dx वर्ग प्लस q डॉट बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं और सीमा की स्थिति काफी मामूली है माइनस L T1 है और T x बराबर प्लस L T 2 है इसलिए मैं इस समीकरण को बिना अधिक प्रयास के हल कर सकता हूं इसलिए मैं यहां समाधान नहीं निकालने जा रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि समाधान क्या है तो x का T बराबर q डॉट गुणा L वर्ग 2 k गुणा 1 माइनस x वर्ग L वर्ग प्लस T2 माइनस T1 2 गुणा x L प्लस T1 प्लस T2 2 है तो यह मॉडल के लिए समाधान है यह सिर्फ एक दूसरे क्रम का अंतर समीकरण है इसलिए उन्हें हल करना बहुत कठिन अभ्यास नहीं है तो आपको वास्तव में समीकरण को हल करना चाहिए और स्वयं को विश्वास दिलाना चाहिए कि यह सही समाधान है